इस प्रकार " प्लांट फैक्टर वास्तविक उत्पन्न ऊर्जा अधिकतम प्लांट रेटिंग X T" यह T है जो कि निर्धारित समय है तो यह समीकरण 3 है जो कि बहुत ही ज्यादा उर्जा उत्पन्न करने के अध्ययन में उपयोग किया जाता है इसे वार्षिक प्लांट फैक्टर के रूप में भी लिखा जा सकता हैतब वार्षिक प्लांट फैक्टर वास्तविक उत्पन्न ऊर्जा अधिकतम प्लांट रेटिंगX 8760 जहां 8760 1 वर्ष में कुल घंटों की संख्या है तो इसे दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं एक तरीका " वास्तविक उत्पन्न ऊर्जा अधिकतम प्लांट रेटिंग X T" तथा दूसरा " वास्तविक उत्पन्न ऊर्जा अधिकतम प्लांट रेटिंग X8760" तो यह आपका समीकरण 5 है तो अगला डायवर्सिटी फैक्टर है तो यह विभिन्न उप विभाजनों या समूहों या उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत अधिकतम मांग की राशियों का कुल योग तथा पूर्ण प्रणाली के अधिकतम मांग का अनुपात है उदाहरण के लिए लूप में विविधता डायवर्सिटी फैक्टर के लिए हमने FD का उपयोग किया है क्योंकि हमने DF को पहले ही डिमांड फैक्टर के लिए उपयोग कर लिया है इसीलिए मैंने FD लिखा है तो यहां कोई भ्रम नहीं होना चाहिए तो डायवर्सिटी फैक्टर को हमने FD लिखा हुआ है जहां FD व्यक्तिगत अधिकतम मांग का कुल योगसंयोग अधिकतम मांग या हम लिख सकते हैं मानो कि यदि प्रत्येक उपभोक्ता के अधिकतम डिमांड P1 P2 P3 हो तो डायवर्सिटी फैक्टर i1npipc जहां Pi लोड i की अधिकतम मांग है तथा P c n समूहों के संयोग अधिकतम मांग है यह समीकरण 7 है तो डायवर्सिटी फैक्टर के लिए हम FD का उपयोग करेंगे ना कि DF का क्योंकि हमने DF का उपयोग पहले कर लिया है तो यह आपका डायवर्सिटी फैक्टर है यह समझने योग्य है ठीक है तो यहां P1P2 है मानो यह ऐसा है कि आपके पास n लोड हो यहां n तीन के बराबर है तब डायवर्सिटी फैक्टर FD P1 प्लस P2 प्लस P3 हम उदाहरण बाद में देखेंगे भागा Pc होगा तो P1 P2 P3 प्रत्येक उपभोक्ता के व्यक्तिगत अधिकतम डिमांड हैजिसको Pc भाग दिया गया है तो P1 P2 P3 व्यक्तिगत अधिकतम डिमांड है ठीक है अगला डायवर्सिटी फैक्टर है जो एक या एक से बड़ा हो सकता है तो समीकरण एक से डिमांड फैक्टर DF है तो हम लिख रहे हैं डिमांड फैक्टरअधिकतम डिमांड कुल कनेक्टेड लोड इस प्रकार अधिकतम डिमांड कुल कनेक्टेड लोड X डिमांड फैक्टर तो अधिकतम डिमांड DF गुना कुल कनेक्टेड लोड के बराबर है अब अगर i th उपभोक्ता के लिए कुल कनेक्टेड लोड की संख्या TCPi तथा डिमांड फैक्टर DFi हो तो समीकरण 8 को इस प्रकार से लिखा जा सकता है pi Tc pi × DFi यह समीकरण 9 है तो अधिकतम डिमांड जो हमें P1 P2 P3 बता रहे थे वह यही था अब अगर i th उपभोक्ता के लिए TCPi कुल कनेक्टेड लोड हो तो T को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं TCPi गुना i th उपभोक्ता का डिमांड फैक्टर DFi यह समीकरण 9 है तो समीकरण 7 और 9 से हम डायवर्सिटी फैक्टर को प्राप्त करेंगे FDतो FD सिगमा i1 से n TCPi गुना DFi भागा Pc यह समीकरण 7 है जिसको यहां पर रखा गया है इस समीकरण में जहां pi Tc pi × DFi प्रतिस्थापित कर रहा है फिर जिसको Pc से भाग दिया गया है तो यह समीकरण 10 है तो यह आपका डायवर्सिटी फैक्टर FD है DF डिमांड फैक्टर है अगला कोइंसिडेंस फैक्टर है कोइंसिडेंस फैक्टर कुल अधिकतम संयोग डिमांड तथा समूह सहित व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की अधिकतम बिजली मांगों के कुल योग का अनुपात है जिसमें दोनों को एक ही समय पर एक ही स्रोत बिंदु से लिया गया है बाद में मैं कुछ उदाहरण लूंगा जिसके बाद आप समझोगे कि यह कितना आसान है उपभोक्ताओं के समूहविभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं जैसे वाणिज्यिक औद्योगिक कृषि हो सकती है के कुल अधिकतम संयोग मांग के योग तथा अधिकतम व्यक्तिगत पावर डिमांड के योग जहां दोनों को एक ही समय पर एक ही स्रोत बिंदु से लिया गया हो के अनुपात के बराबर होता है इससे कोइंसिडेंस फैक्टर को इस तरह से परिभाषित किया जाता है CFसंयोग अधिकतम डिमांड व्यक्तिगत अधिकतम डिमांड तो यह समीकरण 11 है तो संयोग अधिकतम डिमांड जिसको पहले ही Pc से परिभाषित किया जा चुका है तो Pc भागा व्यक्तिगत अधिकतम डिमांड का कुल योग जिसको हमने परिभाषित किया है CF संयोग अधिकतम डिमांड व्यक्तिगत अधिकतम डिमांड यह व्युत्क्रम हैठीक है क्योंकि डायवर्सिटी फैक्टर सिग्मा P i जहां i1 से n तक तथा P c से भाग जबकि कोइंसिडेंस फैक्टर इसका व्युत्क्रम है P c भागा सिग्मा जहां i1 से n तकयह समीकरण 12 है ठीक है मतलब अगर आप समीकरण 7 को देखें थोड़ा इंतजार करें यदि आप समीकरण 7 को देखें FDpipc और यह कोइंसिडेंस फैक्टर है जो कि इसका व्युत्क्रम है यह समीकरण 7 है और यह समीकरण 12 है FD CF व्युत्क्रम के बराबर है या यह कहें FD × CF 1 अब मैंने कहा था समीकरण 7 और 12 से CF वन भागा FD के बराबर है यह समीकरण 13 है इसका मतलब कोइंसिडेंस फैक्टर डायवर्सिटी फैक्टर का व्युत्क्रम तथा डायवर्सिटी फैक्टर कोइंसिडेंस फैक्टर का व्युत्क्रम है अब लोड डायवर्सिटी तो यह दो या दो से ज्यादा व्यक्तिगत लोड के अधिकतम मान तथा पूरे लोड में से अधिकतम मान वाले लोड का अंतर होता है इसीलिए लोड फैक्टर को LD से परिभाषित किया जाता है जहां LDi1npi pcहोता है यह समीकरण 14 है या दो या दो से ज्यादा व्यक्तिगत लोड के अधिकतम मान तुम्हारे पास 3 विभिन्न प्रकार के लोड हो उनके अधिकतम मान को जोड़ा जा रहा है इसलिए सिगमा i1 से n Pi तथा अधिकतम मान पूरे समूह में से जो की Pc है का अंतर जो कि आपका लोड डायवर्सिटी LD है वह 1 Pc है या समीकरण 14 है

अब पहली स्थिति में यदि p1 p2 pn p मानो सब बराबर हो ठीक है तब CF बराबर वास्तव में सभी P के बराबर हैं यह वास्तव में P प्लस P प्लस P n तक तो यह n गुना P हो जाएगा P से P खत्म हो जाएंगे CF सिगमा i1 से n Ci इस स्थिति में CF औसत कंट्रीब्यूशन फैक्टर के बराबर है तो औसत मतलब सब का योग फिर n से भागा तो यह औसत कंट्रीब्यूशन फैक्टर है इसी प्रकार से दूसरे स्थिति में यदि c1 c2 c3 cn c सभी के C बराबर हैकंट्रीब्यूशन फैक्टर इस स्थिति में CF c गुना सिगमा i1 से n Pi भागा सिगमा i1 से n Pi तो यह पद और यह पद आपस में खत्म हो जाएंगे तो CF c के बराबर होगा इसका मतलब कोइंसिडेंस फैक्टर कंट्रीब्यूशन फैक्टर के बराबर है अब हमने बहुत सारे पदों को देख लिया हैअगला है लोड फैक्टर हमें सब कुछ समझने के लिए हमें इन सभी पदों से परिचित होना पड़ेगा तब अब अगर कुछ उदाहरण करोगे मैं कुछ उदाहरण लूंगा तब चीजें आपके समझ में आ जाएगी इसीलिए उनके बीच में उदाहरण लेने से पहले पहले हम इन सभी पदों को अच्छी तरह से समझेंगे तो अगला है लोड फैक्टर तो यह किसी खास समय के अंतर्गत औसत लोड और उसी समय के अंतर्गत होने वाले अधिकतम लोड का अनुपात है तो लोड फैक्टर को हम LF से परिभाषित कर रहे हैं तो LF औसत लोड अधिकतम लोड तो यह समीकरण 19 है या LF औसत लोड X Tअधिकतम लोड X T इस तरह से भी हम परिभाषित कर सकते हैं या LFप्रदान की गई ऊर्जा अधिकतम लोड X Tयह समीकरण 20 है या तो औसत लोड भागा अधिकतम लोड या LF प्रदान की गई ऊर्जा अधिकतम लोड X Tजहां T दीन सप्ताह महीना या साल मैं हो सकता है अगर T का मान बढ़ा हो तो लोड फैक्टर का मान कम होगा सही है नाT के बड़े मान के लिए लोड फैक्टर का मान छोटा होगा इसका कारण यह है कि एक जैसी अधिकतम डिमांड के लिए ऊर्जा की खपत अत्यधिक समय लेती है जिसके कारण औसत लोड कम हो जाता है 1 साल में घंटों की संख्या 8760 होती है लोड फैक्टर एक से छोटा और बराबर हो सकता है और वार्षिक लोड फैक्टर को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है वार्षिक लोड फैक्टरकुल वार्षिक औसत ऊर्जा अधिकतम लोड X T यह समीकरण 21 है अब दूसरी शब्दावली लॉस फैक्टर है इसका भी मतलब लगभग वही है केवल इतना अंतर है की यह औसत पावर लॉस तथा अधिकतम लोड पावर लॉस किसी खास समय अवधि के लिए का अनुपात है उदाहरण के लिए इस प्रकार लॉस फैक्टर को LLF से परिभाषित किया जाता है LLF औसत पावर लॉस अधिकतम लोड पर पावर लॉस ठीक है तो यह समीकरण 22 है यह समीकरण 22 है जो प्रणाली के कॉपर लॉस पर निर्भर करता है लेकिन आईरन लॉस पर नहीं करता है इसका मतलब आप लोड फैक्टर को i2 R की गणना करके पता कर सकते हैं लेकिन आयरन लॉस से नहीं तो यह केवल i2 R लॉस पर ही निर्भर करता है अब आगे हम एक उदाहरण लेंगे उदाहरण के लिए कोई पावर सिस्टम इसी लोड को विद्युत प्रदान करता है जैसा कि नीचे दिया गया है समय अंतराल भी उदाहरण के लिए दिया हुआ है 600 से 800 am के दौरान लोड 12 मेगा वाट है 800 से 900 am के बीच लोड 2 मेगावाट है 900 am से 12pm के बीच यह कहता है 3 मेगा वाट 12 pm से 200 pm के बीच 15 मेगावाट है और 200 pm से 600 pm के बीच 25 मेगावाट है फिर 600 pm से 800 pm के बीच 15 मेगावाट है और 800 pm से 900 pm के बीच 2 मेगावाट है 900 pm से 1100 pm के बीच 1 मेगावाट है 2300 pm से 500 am के बीच में 05 मेगा वाट है और 500 am से 600 am के बीच 08 मेगावाट है यह डाटा पावर सिस्टम के लिए दी हुई है इसका मतलब 24 घंटों का लोड में परिवर्तन दी हुई है तो आपको क्या करना है कि आपको इनका मान पता करना है पहले आप लोडवक्र को दर्शाए लोड फैक्टर को पता करें फिर लोड पूर्ति के लिए जेनरेटिंग यूनिट के पर्याप्त संख्या और आकार को पता करें में रिजर्व कैपेसिटी और लोड फैक्टर को पता करना है तथा मे उत्पादक इकाइयों का संचालन कार्यक्रम को पता करना है तो इन चीजों को आपको दी हुई डेटा के आधार पर ज्ञात करना है तो आप क्या करते हैं कि आप लोडवक्र को खींचते हैं इन रेखाओं को भूल जाए यह केवल यही तक है तो पहला है 600 से 1000 am 1000 से 200 pm 200 से 600 pm 600 am 10am तथा 800 pm पर लोड 12 मेगावाट है और 600 से 800 am के बीच यह 2 मेगावाट पर रहेगा 800 से 900 am के बीच 2 मेगा वाट है तो यहां समय अंतराल एक घंटा हुआ और फिर 900 am से 1200 pm के बीच 3 घंटा हुआ इस समय अंतराल पर लोड 3 मेगा वाट है अभी 1200 pm से 200 pm के बीच 15 मेगा वाट 12 pm पर यह 3 मेगा वाट है 1200 pm से 200 pm के बीच यह वापस से घटकर 15 मेगावाट पर जा रहा है यहां पर ठीक है 200 pm तक है अभी 200 pm से 600 pm 25 मेगावाट है तो 200 pm पर यह फिर से 25 मेगा वाट पर जा रहा है और 600 से 800 pm के बीच 10 तो 600 pm तक नीचे आ रहा है शायद 108 या 18 800 से 900 pm के बीच एक घंटा के लिए यह 2 मेगा वाट है 900 से1100 pm 1 मेगा वाट है तो 900 बजे यह नीचे आ रहा है तथा 900 से 1100 के बीच यह 1 मेगा वाट पर है तो 600 बजे तक 08 मेगा वाट है 500 बजे के लिए यह 08 पर जा रहा है और 600 बजे के लिए 08 मेगा वाट और फिर से आपको यही आना होगा 600 am आ रहा है तो अंत में 12 मेगा वाट यह यह बिंदु भी 12 मेगावाट है इस तरह से आपको या पूरा करना है जिसे आप लोड ग्राफ कहते हैं एक बार यह लोडवक्र दर्शाने के बाद यह आपका समय है और यह आपका जिसे आप मेगा वाट कहते हैं वह है 3 मेगा वाट आपका अधिकतम लोड है ठीक है एक बार लोडवक्र दर्शाने के बाद हम पहले क्या करते हैं कि 24 घंटे के दौरान ही यूनिट जेनरेटेड को ज्ञात करते हैं उस स्थिति में अगर आप देखें साथ साथ में रखने का प्रयास करता हूं तो 600 से 800 के बीच 12 मेगा वाट तथा 600 से 800 के बीच 2 घंटे तो 2 गुना 12 प्लस 2 मेगा वाट गुना 1 800 से 900 के बीच एक घंटा हुआ इसलिए 1 गुना 2 फिर 900 बजे से 1200 बजे इसका मतलब 3 घंटे इसलिए 3 गुना 1200 से 200 इसका मतलब 2 घंटा हुआ इसलिए 2 गुना 15 क्योंकि लोड 15 मेगावाट है प्लस 200 से 600 इसका मतलब 4 घंटा हुआ इस दौरान लोड 25 मेगावाट है इसलिए 4 गुना 25 फिर 600 pm से 800 pm मतलब 2 घंटा हुआ गुना 18 क्योंकि लोड 18 मेगावाट है 800 pm से 900pm एक घंटा गुना 2 मेगा वाट फिर 900 pm से 1100 pm इसका मतलब 2 घंटा हुआ लोड 1 मेगा वाट है इसलिए 2 गुना 1 प्लस 1100 pm से 500 am इसका मतलब 6 घंटा गुना 05 मेगावाट फिर 500 am से 600 बजे यानी एक घंटा इस दौरान लोड 08 मेगा वाट है इससे आपको इसकी गणना करना चाहिए यह यूनिट 24 घंटे के दौरान उत्पन्न हुई हैऔर इसे एक बार कर लेने के बाद378 मेगा वाट घंटा जो कुल यूनिट उत्पन्न के बराबर है तो अब औसत लोड 378 मेगा वाट भागा 24 क्योंकि अंतराल 600 बजे शाम से 600 बजे सुबह का 24 घंटा है तो यह 24 घंटा है 1575 मेगा वाट औसत लोड है इसलिए लोड फैक्टर LF औसत लोड अधिकतम लोड तो अधिकतम लोड 3 मेगावाट है इसलिए लोड फैक्टर 1575 भाग 3 के बराबर है यानी 0525 तो यह लोड फैक्टर था अब मैक्सिमम डिमांड अब बिंदु b यहां जेनरेटिंग इकाई की कुल संख्या और आकार जो लोड को पावर प्रदान कर रही है को ज्ञात करना है हम यहां कोई अर्थशास्त्र नहीं कर रहे हैं हम कोई भी चीज को अनुकूल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो यह बिंदु दी हुई है और आपको जनरेटर इकाई की आकार और कुल संख्या को ज्ञात करना है तो हम अपने अवधारणा के आधार पर इसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और लागत लाभ को हम ध्यान में नहीं रखेंगे पर आपको जेनरेटिंग इकाई की कुल संख्या और आकार को प्राप्त करना है ताकि इस लोड को बिजली की पूर्ति की जा सके तो इस स्थिति में अधिकतम 3 मेगावाट है इसका मतलब यह है कि हमें 3 मेगा वाट के पावर को पहुंचाना है अगर हम चार जनरेट इकाई को चुने जहां प्रत्येक 1 मेगा वाट पावर प्रदान करती हो तो मैक्सिमम डिमांड के दौरान इनमें से तीन जेनरेटिंग इकाई पावर को प्रदान कर सकती है और यह तीनों जेनरेटिंग इकाइयां अपने फुल लोड पर संचालित हो रही होंगी और एक इकाई स्थिर रहेगी अगर किसी स्थिति में कोई एक इकाई बंद हो जाए तो दूसरे से बिजली की पूर्ति की जा सकती है इसलिए विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए चार जेनरेटिंग इकाई को लिया गया है अगर आप 3 मेगा वाट को ले तो वह भी सही है जब तक कि यह बिजली उत्पन्न करें और जनरेशन लॉस ना हो लेकिन अगर एक जनरेटर खराब हो जाए तो यह लोड को बिजली की पूर्ति नहीं करा सकते हैं इस कारण से अतिरिक्त जेनरेटिंग इकाई को लिया गया है तो 4 लिया गया है जिसमें तीन यूनिट संचालित होंगी और एक यूनिट स्थिर रहेंगी अब अगला हमें प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी और प्लांट फैक्टर को ज्ञात करना है तो इस स्थिति में प्लांट की क्षमता 4 1 क्योंकि हमने 4 जेनरेटिंग इकाई को लिया है जिसमें प्रत्येक की क्षमता 1 मेगावाट है इसलिए 4 गुना 1 है इसलिए रिजर्व क्षमता 4 3 बराबर 1 मेगा वाट ठीक है इसलिए प्लांट फैक्टरवास्तविक उत्पन्न ऊर्जा अधिकतम प्लांट रेटिंग X Tयह समीकरण 3 से है वास्तविक उत्पन्न ऊर्जा 378 मेगावाट घंटा है और प्लांट की अधिकतम क्षमता 4 मेगा वाट है और समय 24 घंटा इसलिए प्लाट फैक्टर 378 भागा 4 जो कि 945 है और T बराबर 2 4 घंटा तो या 039375 के आसपास आ रहा है उदाहरण के तौर पर अगर आपने 4 की जगह 5 को चुना होता उस स्थिति में प्लांट की क्षमता 5 मेगावाट होती तथा रिजल्ट क्षमता 5 3 2 मेगा वाट होती तथा इस स्थिति में 378 भाग 524 यानी यह प्लांट फैक्टर इससे कम होता ठीक है लेकिन फिर भी तो यह आपका प्लांट फैक्टर 03937 और अब अंतिम बिंदु d जेनरेटिंग यूनिट के ऑपरेटिंग सेड्यूल को पता करना है आपको बताना है कि यह यूनिट कैसे ऑपरेट होंगी इस स्थिति में अगर आप खुद से देखें एक जेनरेटर इकाई 24 घंटे के लिए अवश्य काम करनी चाहिए और संचालित होनी चाहिए क्योंकि लोड जीरो कहीं भी नहीं है और न्यूनतम मान 08 है अगर आप उस डाटा पर देखें माफ करिएगा न्यूनतम 05 मेगा वाट है इसका मतलब इस जनरेटर को 24 घंटा के लिए अवश्य ही चालू रहना होगा क्योंकि इस 05 मेगावाट वाले लोड को बिजली की आपूर्ति करानी होगी क्योंकि न्यूनतम मान 05 मेगावाट है और 1 मेगा वाट वाले दूसरे जनरेटिंग यूनिट को 600 am से 900pm के बीच यानी 15 घंटा अगर आप ध्यान से देखें तो 600 से 900 कम से कम लोड 1 मेगावाट से ज्यादा है इस कारण से दो यूनिट की जरूरत है अगर आप देखें 600 am से 900 pm सभी 12 से ज्यादा है और 3 तक है यह सभी बढ़ रहे हैं 200 pm बजे तक यह कह सकते हैं कि यह 2 मेगावाट से ज्यादा है यानी 600 से 900 के बीच 1 मेगा वाट वाले द्वितीय जनरेटिंग यूनिट 15 घंटा के लिए चाहिए क्योंकि हर समय लोड 2 मेगावाट है इसलिए यह 2 यूनिट की जरूरत है लेकिन अगर आप 3 जेनरेटिंग यूनिट को देखें तो 900 से 1200 बजे दोपहर के लिए 1 मेगा वाट और 200 बजे से शाम 600 बजे इस 7 घंटा के लिए आपको यह तीनों यूनिट की जरूरत है ठीक है इसका मतलब 24 घंटे के लिए 1 मेगा वाट यूनिट फिर 600 से 900 के बीच दूसरे जेनरेटिंग यूनिट 15 घंटा के लिए और तीसरा दिन रेटिंग यूनिट 900 बजे से दोपहर 1200 बजे साथ ही साथ 200 बजे से शाम 600 बजे 7 घंटे के दौरान लोड 2 मेगावाट से ज्यादा होगी इस तरह आप अपने अवधारणा और सामान्य ज्ञान से आप जेनरेटिंग ऑपरेटिंग शेड्यूल ज्ञात कर सकते हैं तो डाटा से और जो भी आपने बनाया है उससे आप देख सकते हैं की यही वह तरीका है जिससे ऑपरेटिंग शेड्यूल को तैयार किया जा सकता है